आइए अब हम तीन फेज़ ग्रिड संयोजन टोपोलॉजी पर फिर से विचार करें जिनकी हमने पहले चर्चा की थी और देखें कि हम इस में सीखे गए विभिन्न परिवर्तनों को कैसे लागू कर सकते हैं और फिर देखें कि क्या हम सेट पॉइंट नियंत्रक कर सकते हैं अब मुझे इन अनावश्यक लाइनों को हटाने दें क्योंकि हमें नए खंडो को प्रवेश करवाने की आवश्यकता है हम कर्रेंटस को माप रहे हैं अब मैं इस RYB का नाम abc से बदलना चाहूंगा मुझे ऐसा करने दें और igr की जगह पर मैं सिर्फ ia ib ic का उपयोग करूंगा इसलिए मुझे उसे हटाने दें मैं उसे ia के रूप में चिह्नित करूंगा मैंने उन्हें a b c के रूप में रख दिया है इसलिए नाम बदलने के बाद मैं यहाँ भी बदलना चाहूँगा बाद में उचित समय पर बदलूंगा अब यह ia ib ic फीडबैक सिग्नल हैं ये AC सिग्नल हैं अब आप उनके साथ क्या करना चाहते हैं मुझे एक खंड बनाने दें इनपुट ia ib और ic हैं अब यह ia ib ic जिन्हें मापा जाता है एक 3 फेज़ AC कर्रेंटस हैं मैं उन्हें αβ निर्देशांक प्रणाली में iα iβ दो फेज़ AC कर्रेंटस में परिवर्तित करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना चाहिए मुझे abc से αβ परिवर्तन का उपयोग करना चाहिए और आउटपुट iα और iβ होगा अब यह α और β मैं इन्हे dq निर्देशांक रेफरेन्स समय में बदलना चाहूंगा इसका एक और इनपुट है और वह है ρ αβ निर्देशांक और dq निर्देशांक के बीच का कोण तो मुझे यहां क्या इस्तेमाल करना चाहिए मुझे αβ से dq परिवर्तन का उपयोग करना चाहिए इस खंड का आउटपुट id iq होगा अब जैसे कि dq निर्देशांक प्रणाली इस स्पेस वेक्टर के साथ घूम रही है करंट स्पेस वेक्टर i id और iq DC राशि होगी id और iq क्रमशः d अक्ष और q अक्ष पर करंट स्पेस वेक्टर का प्रोजेक्शन हैं तो ये DC राशि हैं अब हम नियंत्रक को यहां स्थापित करेंगे अब मुझे एक करंट रेफरेन्स लेने दें प्लस माइनस मैं करंट रेफरेन्स को id कहूंगा और मैं फीडबैक में क्या देता हूं मैं यहां इस id को फीडबैक में दूंगा मैं लाइन नहीं खींचूंगा ताकि यह जगह ऊपर अव्यवस्थित न हो जाए मैं सिर्फ id का संकेत दूंगा तो इसका मतलब है कि मैंने इस लाइन को जोड़ दिया है अब कम्पैरेटर का आउटपुट एक PI नियंत्रक के पास जाता है तो सरल PI नियंत्रक अब मैं iq के लिए भी करूँगा तो मेरे पास यहां iq और फीडबैक iq होगा जिसका मतलब है कि मैं इस लाइन को वापस यहां प्लस और माइनस में दूंगा और दूसरे PI नियंत्रक खंड में जाऊंगा अब इन दोनों के आउटपुट वास्तव में अंत में PWM उत्पन्न करने वाले हैं जो करंट को ड्राइव करने के लिए उचित रूप से वोल्टेज उत्पन्न करेगा तो PI का आउटपुट मूल रूप से d और q अक्ष वोल्टेज d और q अक्ष में वोल्टेज हैं तो मुझे dq से αβ पर दो नियंत्रकों के आउटपुट देने दें नियंत्रकों में से एक नियंत्रक का d अक्ष भाग आपको vd दे रहा है आइए कहते हैं नियंत्रक का q अक्ष भाग vq देता है यह dq से αβ परिवर्तन से जाएगा और मुझे दो आउटपुट मिलेंगे ये दो आउटपुट हैं आइए कहते हैं vα और vβ हैं यह वही ρ है जो मैंने यहां उपयोग किया है क्योंकि dq और αβ एक ही अंतर कोण हैं अब αβ से abc मैं एक और परिवर्तन करूंगा जो मुझे रेफरेन्स va vb vc देगा तो मैं इन लाइन्स को आकर्षित करूंगा तो यह PWM को रेफरेन्स va vb vc दे रहे है जिसमें कैरियर त्रिकोण की तुलना होगी और जो फिर गेट ड्राइव के द्वारा तदनुसार स्विच को ऑन और ऑफ करने के लिए आवश्यक PWM सिग्नल्स को उत्पन्न करेगा और यहां एक वोल्टेज की आपूर्ति करेगा जिससे की ia ib ic इस नियंत्रण के अनुसार बहेगा जिसे हमने दिया है जिससे की यह त्रुटि यहां और यहां शून्य हो जाती है तो यह नियंत्रण सिद्धांत है जो हम उपयोग करते हैं अब मैं उन तीन राशियों और MPP के आउटपुट को हटा दूंगा मैं MPP के एक ही आउटपुट को impp i अधिकतम पावर पॉइंट का निरूपण करने के लिए उपयोग करूँगा और मुझे यह देखने दें कि मुझे इसके साथ क्या करना है आखिरकार मुझे इसे id को रेफरेन्सेस के रूप में देना है मैं इसकी चर्चा थोड़ी देर बाद करूंगा लेकिन अभी MPP vd और id लेगा और गणना की गई पावर और MPPT एल्गोरिदम का उपयोग करेगा एक आउटपुट देने के लिए जिसे हम इसे impp के रूप में कहेंगे जो अधिकतम पावर पर करंट का निरूपण करता है अब जो शेष है वह इन दो खंडो को ρ का मान कैसे प्राप्त करना और देना है यह अभी तक अपरिभाषित है तो हमने कहा कि ρ αβ अक्ष निर्देशांक अक्ष और dq अक्ष के बीच का कोण था और हम जानते हैं कि हम चाहते हैं कि dq अक्ष स्पेस वेक्टर करंट स्पेस वेक्टर के साथ घूमता रहे तो अगर dq निर्देशांक प्रणाली भी करंट स्पेस वेक्टर के साथ घूम रही है तो करंट स्पेस वेक्टर और dq अक्ष समकालिक और एक साथ घूम रहे हैं और इसलिए id iq DC होगा इसलिए हम क्या करेंगे हम iα iβ लेंगे और ρ उत्पन्न करेंगे इसलिए आइए हम कहते हैं करंट स्पेस वेक्टर का कोण ρ होगा तो मुझे कहने दें cos 1 iα √iα2iβ2 खंड है जो मुझे ρ देगा तो इनपुट क्या होना चाहिए मैं iα और iβ से इनपुट लूंगा जैसा कि संकेत दिया गया है आउटपुट ρ होगा और यह आउटपुट मैं यहां उपयोग करूंगा और वही आउटपुट मैं यहां भी उपयोग करूंगा तो मेरे पास ρ है तो इस स्थिति में id को करंट स्पेस वेक्टर के साथ संरेखित किया जाएगा iq 0 होगा क्योंकि id को करंट स्पेस वेक्टर के साथ संरेखित किया गया है कोई भी समकोणिक घटक नहीं होगा इसलिए यह शून्य हो सकता है और केवल id नियंत्रक मौजूद होगा हालाँकि यह ρ प्राप्त करने का एक तरीका है लेकिन हम यह देखना चाहेंगे कि जो कर्रेंटस यहाँ बह रहे हैं वे वोल्टेज के साथ फेज़ में हैं तो यह है कि वोल्टेज वेव शेप्स वेवफॉर्म्स va vb vc में लेना और ρ प्राप्त करने के लिए वोल्टेज वेवफॉर्म्स का उपयोग करना उचित होगा तो id और iq ऐसा होगा कि यह d अक्ष के रूप में वोल्टेज स्पेस वेक्टर के संबंध में होगा इसका क्या लाभ है हम देखेंगे और मैं शीघ्र ही इस पर चर्चा करूंगा आइए अब मैं ρ के उत्पादन के इस पहलू पर ध्यान केंद्रित करता हूँ स्थानिक निर्देशांक αβ पर विचार करें यह αβ निर्देशांक प्रणाली है और उस निर्देशांक प्रणाली में मुझे एक वोल्टेज स्पेस वेक्टर लेने दे जैसा कि दिखाया गया है वह एक परिणामी वोल्टेज स्पेस वेक्टर है और यह वोल्टेज ग्रिड वोल्टेज है और इसी तरह मेरे पास एक और स्पेस वेक्टर ग्रिड करंट भी होगा तो यह परिणामी है जिसका अर्थ है कि यह va vb vc से बना है और यह ia ib ic से बना है और जिसके परिणामस्वरूप यह स्पेस वेक्टर है वास्तव में आप नीचे लिख सकते हैं vg वेक्टर vae0 vbe j2π3 vcej4π3 द्वारा दिया गया है हम जानते हैं कि यह कैसे करना है आप vα jvβ के साथ उतरेंगे इसी तरह मैं करंट स्पेस वेक्टर iae0 ibe j2π3 icej4π3 भी प्राप्त कर सकता हूं इस स्थिर अवस्था में दोनों वोल्टेज स्पेस वेक्टर और करंट स्पेस वेक्टर ωt कोण पर घूमते हैं अब मुझे dq अक्षों को आसिन करने दें मुझे उस d अक्ष को आसिन करने दें इसलिए मैं उस d अक्ष को आसिन कर रहा हूं जो वोल्टेज स्पेस वेक्टर vg के साथ संरेखित है तो यह हमारा d अक्ष है और q अक्ष d अक्ष के लिए यह q अक्ष ऑर्थोगोनल है और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे क्योंकि dq अक्ष vg स्पेस वेक्टर के साथ संरेखित है और यह vg स्पेस वेक्टर के साथ घूम रहा है वोल्टेज स्पेस वेक्टर का कोई समकोणिक घटक नहीं है यहां केवल वोल्टेज स्पेस वेक्टर vd है क्योंकि समकोणिक अक्ष पर कोई प्रोजेक्शन नहीं है तो vg का परिमाण vd होगा और यह DC मान है अब ig है आइए हम कहते हैं कि यह vg से कुछ कोण से पीछे हैं इसमें दो घटक होते हैं और ig का प्रोजेक्शन d अक्ष पर और ऑर्थोगोनल घटक तो यह भाग यह प्रोजेक्शन id प्रत्यक्ष घटक होगा और यह समकोणिक घटक iq होगा तो करंट स्पेस वेक्टर को id और iq में हल किया जा सकता है अब हम कहते हैं कि हम इस बात की आवश्यकता रखते हैं कि ग्रिड में पंप किया जाने वाला करंट ig vg के साथ फेज़ में होना चाहिए तो ig और vg को संरेखित किया जाना चाहिए तो नियंत्रण के दृष्टिकोण से इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि iq 0 होना चाहिए इसलिए मैं जाकर iq सेट पॉइंट को शून्य पर सेट करता हूं तब स्थिर अवस्था में iq शून्य होगा इसलिए id ig के समान होगा और यह vg के अनुरूप होगा और फिर आप देखेंगे कि करंट को यूनिटी पावर कारक में ग्रिड में पंप किया जाता है तो यह वह लाभ है जो आपको प्राप्त होगा यदि आप d अक्ष को vg के साथ संरेखित करते हैं तो अब हम तीन फेज़ ग्रिड संयोजित खंड आरेख ग्रिड से जुड़े इन्वर्टर में इस अद्यतनीकरण को करते हैं जैसा कि हमने अभी चर्चा की है मुझे ρ उत्पादन खंड के लिए सुधार करने दें इसे करंट स्पेस वेक्टर के साथ संरेखित करने के बजाय मैं इसे वोल्टेज स्पेस वेक्टर के साथ संरेखित करूंगा इसके लिए संशोधन इस प्रकार है मुझे पहले करंट इनपुट्स निकालने दें मैं इसे थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा कुछ जगह बनाऊंगा और फिर फेज़ वोल्टेज va vb और vc को मापूंगा मैं यहाँ एक खंड लूंगा मैं इनपुट va vb vc लेने जा रहा हूँ और इस तरह से abc से αß परिवर्तन है और abc से αß का आउटपुट मुझे vα vß देगा और मैं vα√vα2 vß2 का उपयोग ρ उत्पन्न करने के लिए करूँगा तो अब यह ρ वोल्टेज va vb vc से बने स्पेस वेक्टर की स्थिति दे रहा है मैं अब इस ρ उत्पादन खंड में सुधार करूंगा बजाय ρ करंट स्पेस फेज़र कोण के मैं इसे वोल्टेज स्पेस फेज़र कोण से बदलना चाहूंगा तो उसके लिए मुझे इसे हटाने दे मुझे कुछ जगह को साफ करने के लिए इसे ऊपर करने दे और फिर मुझे वोल्टेज माप लेने दे ये फेज़ वोल्टेज va vb और vc हैं और मेरे पास यहां एक खंड होगा और यह खंड इनपुट va vb vc लेगा और मैं एक abc से αß परिवर्तन का उपयोग करूंगा मुझे इस खंड के आउटपुट पर vα और vß मिलेगा मैं ρ का निर्धारण करने के लिए vα vß का उपयोग करूंगा जो वोल्टेज स्पेस फेज़र का कोण होगा vα√vα2 vß2 आपको कोण ρ देगा यह कोण ρ α अक्ष से वोल्टेज स्पेस वेक्टर के विस्थापन को देगा अब जब आपको इस वोल्टेज स्पेस वेक्टर को देखना है तो अब d अक्ष को वोल्टेज स्पेस वेक्टर vg के साथ संरेखित किया जाता है क्योंकि हमने इसे ρ लिया है और हम देखते हैं कि करंट को इस तरह से नियंत्रित किया जाना है कि iq 0 बनाया जाए ताकि करंट स्पेस वेक्टर भी खुद को संरेखित करें तो हम अब खंड आरेख पर जा सकते हैं इस सेट पॉइंट को 0 बना सकते हैं यदि आप इस सेट पॉइंट को शून्य बनाते हैं तो स्थिर अवस्था में आप देखेंगे कि iq 0 तक पहुंच जाएगा PI नियंत्रक यह देखेगा कि यहां त्रुटि 0 हो जिसका मतलब है कि iq 0 हो जाएगा iq 0 है तो इसका मतलब है कि जिन कर्रेंटस को फीड किया जा रहा है वह फेज़ में होगा और id करंट स्पेस वेक्टर का निरूपण कर रहा है क्योंकि iq 0 है अब उस स्थिति में MPP आउटपुट id या id के लिए सेट पॉइंट को सीधे निर्देशित कर सकता है तो अब id वास्तव में सेट पॉइंट है जो परिभाषित करता है ग्रिड में पंप किए जाने वाले करंट को निर्धारित करता है यह कुल समग्र स्पेस करंट स्पेस वेक्टर को निर्धारित करता है जो ग्रिड में दिया जाता है जैसे की ग्रिड द्वारा ग्रिड वोल्टेज तय की जाती है वास्तव में करंट यह तय करेगा कि ग्रिड में कितनी मात्रा में पावर डाली जा रही है इसलिए यदि id वास्तव में PV पैनल के शिखर पावर पॉइंट का निरूपण कर रहा है तो अधिकतम पावर ग्रिड में डाल दी जाती है तो हम कहते हैं कि यह MPPT खंड जो PV मॉड्यूल के टर्मिनल वोल्टेज और PV करंट को ले रहा है और vt it के आधार पर गणना की गई पावर का उपयोग अधिकतम पावर पॉइंट निर्धारित करने के लिए किया जा रहा है उस का आउटपुट कहते हैं कि इस तरह से अब id से जुड़ा हुआ है और id एक मान का निरूपण कर रहा है जो अधिकतम पावर पॉइंट को इंगित कर रहा है तो इस id को एक सेट पॉइंट के रूप में प्रयोग किया जाता है और id इसे इस तरह से मिलाने का प्रयास करेगी कि अधिकतम पावर प्रवाहित हो अधिकतम पावर उस ग्रिड में दी गई ग्रिड वोल्टेज पर फीड की जा सकती है जिसका अर्थ है कि अधिकतम पावर को ग्रिड में फीड किया जा रहा है तो इस तरह MPPT को इन्वर्टर नियंत्रण के भीतर भी कसकर एकीकृत किया जाता है इस विधि द्वारा इस ρ की गणना यहाँ बीज गणितीय है यह खुला लूप भी है इसलिए यह हार्मोनिक्स के लिए लचीला नहीं है जो कि मुख्य वोल्टेज वेवफॉर्म में होते हैं यह सर्जेस स्पाइक्स शोर और विभिन्न अनिश्चितताओं के लिए लचीला नहीं है जो कि ρ मान के बहाव का कारण हो सकता है तो इसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक बंद लूप संशोधन का सुझाव दिया जाता है इसे PLL भी कहा जाता है आइए देखें कि यह कैसे काम करता है फेज़ वोल्टेज va vb vc पर विचार करें मैं इसे abc से αβ परिवर्तन में से पास करूंगा मैं vα vβ प्राप्त करूंगा और मैं उसे αβ से dq परिवर्तन में से पास करूंगा और मुझे vd vq मिलेगा अब यहाँ एक ρ की आवश्यकता है मैं इस ρ को कैसे दूंगा निम्न विधि द्वारा तो मुझे यहां एक छोटे नियंत्रक का निर्माण करने दें मैं vq को सेट करूँगा मैं कहूँगा कि यह सेट पॉइंट है vq 0 और फिर मैं vq को फीडबैक में दूंगा जो इस αβ से dq खंड से आ रहा है और त्रुटि को मैं इस PI नियंत्रक के माध्यम से पास करूँगा और यह ρ के रूप में दूंगा यह कैसे काम करता है यह एक PLL की तरह है कई साहित्य में इसे PLL भी कहा जाता है मुझे निर्देशांक प्रणाली की कल्पना करने दें और मेरे पास αβ निर्देशांक प्रणाली है और मुझे ग्रिड वोल्टेज vg की तरह का वोल्टेज स्पेस वेक्टर लेने दे अब हम कहते हैं कि d अक्ष को इस तरह गलत संरेखित किया गया है यह vg स्पेस वेक्टर के साथ संरेखित नहीं है यह कुछ कोणों द्वारा गलत है और परिणामस्वरूप d अक्ष पर प्रोजेक्शन vd और vq देगा इसलिए vq घटक भी है यदि इसे vg के साथ संरेखित किया जाता यदि d अक्ष vg के साथ संरेखित किया जाता तो vq घटक 0 होता अब यह ρ है ρ कुछ नहीं बल्कि αβ निर्देशांक और dq निर्देशांक के बीच का कोण है अब देखते हैं कि यह कैसे काम करता है अब हम कहते हैं किसी कारण से कई अनिश्चितताओं के कारण dq अक्ष को वोल्टेज स्पेस वेक्टर के संबंध में गलत संरेखित किया जाता है जिसका अर्थ है कि गैर शून्य है फिर यह vq के साथ तुलना करता है यह नेगेटिव हो जाता है PI नियंत्रक सक्रिय हो जाएगा यह ρ में एक परिवर्तन आरंभ करेगा यह एक ऐसी दिशा में ρ में परिवर्तन शुरू करेगा कि PI नियंत्रक के लिए इनपुट जो त्रुटि है 0 पर जाएगा यदि यह 0 पर जाता है तो vq यहाँ vq पर जाएगा जो कि निर्देश मान या रेफरेंस मान है हमने vq को 0 के बराबर होने के लिए कहा है इसलिए vq 0 की ओर बढ़ेगा इसलिए PI नियंत्रक इसे देखेगा कि vq 0 हो जाए जिसका अर्थ है कि ρ नियमित होता रहेगा यह इस तरह नियमित होगा कि यह संरेखित करें यह वोल्टेज स्पेस वेक्टर के साथ d अक्षों को संरेखित करेगा और नियंत्रण क्रिया के कारण ρ का ऐसा मान आएगा कि यहाँ vq 0 हो जाएगा ऐसी स्थिति के तहत यहाँ ρ का मान ρ का सही मान है जो आपको dq अक्ष निर्देशांक प्रणाली और αβ निर्देशांक प्रणाली के बीच के अंतर का मान देगा इस तरह से d अक्ष को वोल्टेज स्पेस वेक्टर के साथ संरेखित किया जाता है यह एक बहुत मजबूत तंत्र है क्योंकि यह बंद लूप है और फिर एक PI घटक है इसमें इतिहास है जिसमें हार्मोनिक्स सर्ज स्पाइक्स और ऐसी अन्य अनिश्चितताओं पर फ़िल्टरिंग का प्रभाव होगा इसलिए यदि हम अपने पूरे 3 फेज़ ग्रिड से जुड़े इन्वर्टर खंड आरेख में इस संशोधन को शामिल करते हैं तो यह एक पूर्ण व्यावहारिक समाधान होगा आइए हम ऐसा करते हैं आइए अब हम इस ρ उत्पादन को संशोधित करते हैं जो ओपन लूप है और बहुत मजबूत नहीं है और यह बीजीय भी है हम इसे बंद लूप PLL आधारित तकनीक के साथ बदल देंगे जिस पर हमने अभी चर्चा की है मुझे ऐसा करने दें मुझे इस खंड को मिटाने दें मुझे साफ करने दें अब मुझे पहले abc के साथ शुरू करने दें va vb vc जो कि फेज़ वोल्टेज हैं मैं abc से αβ रूपांतरण परिवर्तन करूंगा जो मुझे vα और vβ देगा और मैं इसे αβ से dq परिवर्तन के माध्यम से पास करूँगा जो मुझे vd और vq देगा मैं vd के साथ कुछ नहीं करूँगा मैं अब एक नियंत्रण तंत्र शुरू करूंगा यह रेफरेंस प्लस माइनस vq नियंत्रण तंत्र को फीडबैक के रूप में दिया गया है त्रुटि एक PI नियंत्रक को दी जाती है जो dq खंड के लिए ρ उत्पन्न करेगा यह इस तरह से उत्पन्न होगा कि vq जाएगा और इस रेफरेंस द्वारा निर्धारित मान को लेगा अब यह ρ का मान मैं इसे ले सकता हूं और फिर इसे यहां जोड़ सकता हूं अब यह vq इस नियंत्रण तंत्र के लिए सेट पॉइंट है मैं vq को 0 पर सेट करूंगा जैसे मैंने चर्चा की ताकि अंततः vq vq तक पहुंच जाए तो vq 0 हो जाएगा जिस स्थिति में vd को वोल्टेज स्पेस वेक्टर के साथ संरेखित किया जाएगा और क्योंकि आप इस ρ का उपयोग अपने सभी αβ से dq रूपांतरण में करने जा रहे हैं इसलिए dq अक्ष ρ के इस मान को ले जाएगा और इसलिए इसे वोल्टेज स्पेस वेक्टर के साथ संरेखित किया जाएगा इसलिए अब हमारे पास इन्वर्टर टोपोलॉजी से जुड़े तीन फेज़ ग्रिड का पूरा खंड आरेख है और जो सभी मुद्दों को ध्यान में रखता है और यह एक परिपालन करने योग्य खंड है इसमें dq परिवर्तन शामिल है इसमें dq अक्ष सिद्धांत है 3 फेज़ से दो फेज़ AC में फ्रेम रूपांतरण दो फेज़ AC से dq और सेट पॉइंट नियंत्रक है इसमें तीन AC नियंत्रण ट्रैकिंग नियंत्रण के मुकाबले में केवल दो नियंत्रक हैं अब हमारे पास MPPT है जो इन्वर्टर में एकीकृत है और पावर खंड सरल है इसमें केवल एक पावर चरण है और फिर हमारे पास एक मजबूत PLL आधारित ρ निर्धारक एल्गोरिदम है